सभी को नमस्कार इस कोर्स के सप्ताह 11 में आपका स्वागत है तों हम विभिन्न एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे और इस सप्ताह हम दो अलग अलग एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे टेक्स्ट समराइजेशेन और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे और हम एक महत्वपूर्ण एप्रोच पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो समराइजेशन के लिए लेक्सरैंक एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहा है तो टेक्स्ट समराइजेशेन क्या है तो टेक्स्ट समराइजेशेन के नाम से पता चलता है की आप के पास बहुत सारी जानकारी है और आप समराइजड फ्रॉम का उत्पादन करना चाहते हैं इसलिए आप इस जानकारी को कुछ उचित सीमा में समराइज करना चाहते हैं आप जानकारी को डिस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप केवल एक समरी प्रस्तुत कर रहे हैं तो कुछ परिभाषाएँ हैं जिन्हें आप टेक्स्ट समराइजेशेन के इस कार्य के लिए पता लगा सकते हैं उदाहरण के लिए 2008 में होवी ने यह परिभाषा दी की समरी एक टेक्स्ट है जो एक या एक से अधिक टेक्स्ट से उत्पन्न होती है जिसके ओरिजिनल टेक्स्ट में जानकारी का महत्वपूर्ण भाग होता है और यह आधे ओरिजिनल टेक्स्ट से अधिक नहीं होता है तों आप यहाँ क्या देखते हैं तो आपके पास कुछ प्रारंभिक टेक्स्ट डेटा हैं यह कुछ डाक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटस सेट या कुछ और हो सकते है और जिसमें कुछ जानकारी है आप उसे कुछ अलग रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो यह फिर से टेक्स्ट होगा लेकिन अब यह ओरिजिनल डेटा की तुलना में बहुत छोटा है तो यह ओरिजिनल डेटा का आधा या एक चौथाई भी हो सकता है तों महत्वपूर्ण यह है की इसमें ओरिजिनल पाठ की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए इसलिए आप वहां से ओरिजिनल महत्वपूर्ण जानकारी को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और कॉम्प्रेस करने का प्रयास करें और यही समराइजेशेन का लक्ष्य है तो हम यह परिभाषा भी दे सकते हैं कि यह किसी विशेष यूजर या कार्य के लिए एक एबरिजड वर्शन का उत्पादन करने के लिए सौर्स से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्टिल करने की प्रक्रिया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही जेनेरिक समरी की आवश्यकता हो या यह किसी विशेष यूजर या कार्य के लिए हो सकता है इसलिए यह समराइजेशेन के मामले में भी संभव है अब जब हम समराइजेशेन के बारे में बात करते हैं तो आपने अपने स्कूल के दिनों में समरीस लिखी होगी और यह कहा जाता है कि मानव आमतौर पर समराइजेशेन करने में बहुत अच्छे होते हैं इसलिए वे न केवल इसे आधा तक या एक चौथाई में भी कर सकते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण बिट तक जा सकते हैं कि वास्तविक जानकारी क्या है तो यह एक तरह से है केल्विन कूलिज उसने पाप पर उपदेश देने वाले पादरी पर 4 घंटे तक एक लेक्चर सुना और किसी ने पूछा कि उसने क्या कहा इसलिए वह एक बिट में यह उल्लेख कर सकता है उस व्यक्ति ने कहा कि वह इसके खिलाफ है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिट के लिए जानकारी को संघनित करने की तरह है इसलिए मनुष्य उस पर बहुत अच्छे हैं लेकिन मशीनों का क्या मशीनें क्या कर सकती हैं तो वे दिए गए टेक्स्ट से समरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब हम ओटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशेन के बारे में बात करते हैं तो हम एक एल्गोरिथ्म या एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो एक डॉक्यूमेंट या डाक्यूमेंट्स सेट के रूप में एक इनपुट लेगा और एक कार्य के लिए यह एक समरी का उत्पादन करेगा इसलिए लक्ष्य यह होगा कि समय की एक छोटी अवधि में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया जाए तो हम समराइजेशेन के इन विभिन्न एप्लीकेशन के साथ इस परिभाषा को देख सकते हैं उदाहरण के लिए आप कुछ रिसर्च आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं इसलिए यह अच्छा होगा यदि कोई व्यक्ति उस यूजर रिसर्च आर्टिकल का शोर्ट समरी प्रस्तुत कर सकता है और फिर आप अपना मन बना सकते हैं कि आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं या नहीं इसलिए साइंटिफिक आर्टिकल्स में आपको समरी के रूप में एब्सट्रैक्ट मिलता है तों एब्सट्रैक्ट हमें रिसर्च आर्टिकल में क्या देखते हैं इसके बारे में बताता हैं लेकिन न्यूज़ आर्टिकल आपके पास केवल हेडलाइंस में होते हैं वो एब्सट्रैक्ट में नहीं होते हैं मान लीजिए कि आप न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं और इसमें निहित मुख्य जानकारी का समरी प्रस्तुत करते हैं जिससे आपको समय बचाने में भी मदद मिल सकती है चाहे आप बहुत से अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं या इसे समझने में भी आपकी मदद कर सकता है कि आप क्या चाहते हैं इसे और अधिक विवरण में केसे पढ़ें फिर आप ईमेल थ्रेड्स के समरीस के बारे में बात कर सकते हैं ग्राहकों और विभिन्न एजेंटों के बीच किसी विशेष उत्पाद के बीच ईमेल थ्रेड्स हो सकते हैं यह एक विशेष रिसर्च टास्क के बारे में हो सकता है कि आप बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं जो आप यह जानना चाहते हैं कि इस बड़े ईमेल थ्रेड में महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं हम मीटिंग्स के मिनट्स मीटिंग के सेक्शन आइटम्स के बारे में बात कर सकते हैं या आपके पास बहुत सारे वाक्य हैं और आप उन्हें कंबाइन करने और उनके बारे में जानकारी कॉम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं तो यहां कई अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं जिन्हें आप टेक्स्ट समराइजेशेन के लिए सोच सकते हैं यहां एक एप्लीकेशन है जिसे आप रोजाना देखते हैं जो वेब पेज से स्निप्पेट्स उत्पन्न कर रहा है तो आप कुछ सर्च रहे हैं जिससे आपको कुछ परिणाम मिलते हैं लेकिन परिणामों के साथ आपको कुछ स्निप्पेट्स भी मिलते हैं जैसे की न्यूज़ पर रॉबर्ट ओनिएल ने ओसामा बिन लादेन की हत्या का श्रेय लिया तो यह पुराने न्यूज़ आर्टिकल से है और इसके साथ आप न्यूज़ से एक स्निपेट भी देखते हैं इसी तरह यदि आप कुछ सर्च करते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी के बीच क्या संबंध है तो आपको अलग अलग परिणाम मिलते हैं और कुछ परिणामों के साथ आप उस स्निपेट को भी प्राप्त कर सकते हैं जो उस प्रश्न के लिए रिलेवेंट है जो आपने पूछा है और डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है तो यह टेक्स्ट समराइजेशेन के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है अब जब हम समरी के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग जेनरेस होती हैं जिनमें आप समरी का निर्माण कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप एक एक्स्ट्रेक्टिव समरी या एक एब्सट्रैक्ट समरी के निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं इसमें अंतर को समझने की कोशिश करें एक्स्ट्रेक्टिव समरी में आप इनपुट डॉक्यूमेंट लेंगे और आप इसे विभिन्न वाक्यों में तोड़ेंगे और आप यह चुनने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से महत्वपूर्ण वाक्य क्या हैं इसलिए आप वहाँ से जानकारी निकाल रहे हैं तो आप वहां से कुछ सेगमेंट निकाल रहे हैं लेकिन एब्सट्रैक्टिव समरी में आप जानकारी भी लेंगे और अपने शब्दों को फिर से लिखेंगे और आप अलग अलग वाक्यों को एकसाथ फ्यूज करके मर्ज करेंगे तो एक्स्ट्रेक्टिव समरी में आप टेक्स्ट के टुकड़े लिस्टिंग कर रहे हैं दूसरी ओर एब्सट्रैक्टिव समरी में आप कंटेंट ले रहे हैं और इसे रेफ्रेसिंग कर रहे हैं ताकि यह अधिक पढने योग्य बन जाए इसलिए जब आप एक समरी लिख रहे हैं तो आप इसे एब्सट्रैक्टिव तरीके से कर रहे हैं तब आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट समरी या मल्टी डॉक्यूमेंट समरी हो सकती है तो आपके पास एक न्यूज़ आर्टिकल या कई आर्टिकल्स हैं जो एक ही विषय से संबंधित हैं और आप उसमें से समरी तैयार कर रहे हैं इसलिए दोनों संभव हैं तो यह एक टेक्स्ट पर आधारित है और यह अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ फ्यूज कर रहा है यह इनपुट डॉक्यूमेंट से जेनेरिक समरी हो सकती है तो डॉक्यूमेंट का जेनेरिक व्यू क्या है या यह एक क्वेरी फ़ोकस समरी हो सकती है तों आपको क्वेरी मिल गयी है और आप एक समरी प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके विशेष क्वेरी पर केंद्रित है तों डॉक्यूमेंट में कई अलग अलग फ़ीचर्स हो सकते हैं लेकिन जो जानकारी आपकी क्वेरी के करीब है उसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा तो आप इसे एक जटिल प्रश्न का उत्तर देने वाले कार्य के रूप में भी सोच सकते हैं आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जानकारी कई डाक्यूमेंट्स में है आप अपनी क्वेरी के रिलेवेंट होने के आधार पर जानकारी और उत्तर का पता लगाते हैं अगले दो तीन लेक्चर में हम मुख्य रूप से एक्स्ट्रेक्टिव सिंगल डॉक्यूमेंट और जेनेरिक समराइजेशेन पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम बात करेंगे कि आप एक डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं और उसमें से एक्स्ट्रेक्टिव और जेनेरिक समरी केसे बनाते हैं लेकिन हम जिस भी मेथड पर चर्चा करेंगे वह अन्य डाक्यूमेंट्स जैसे मल्टी डॉक्युमेंट समरी और क्वेरी फ़ोकस समरी और एब्सट्रैक्टटिव समरी के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है हम चर्चा करेंगे कि आप एब्सट्रैक्टटिव समरी बनाने के लिए इस मेथड का उपयोग कैसे करते हैं तो आइए हम सबसे सरल कार्य पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें केवल मूल सिद्धांतों के बारे में बात करने में मदद कर सकता है कि विभिन्न एल्गोरिदम या हाइपोथिसिस क्या हैं जो आप किसी दिए गए इनपुट डॉक्यूमेंट से समरी बनाने के लिए उपयोग करेंगे इसलिए जब हम समराइजेशेन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य चरण क्या हैं जिसको इसके माध्यम से जाने की आवश्यकता है सबसे पहले आपको एक इनपुट डॉक्यूमेंट दिया जाता है पहला कार्य यह होगा कि आप उस कंटेंट का चयन करने की कोशिश करेंगे जो समराइजेशेन के लिए महत्वपूर्ण है यह पता लगाना कि यहाँ से सबसे अधिक जानकारीपूर्ण वाक्य क्या हैं अगर मैं एक्स्ट्रेक्टिव समराइजेशेन के बारे में बात कर रहा हूं तों इस डॉक्यूमेंट से महत्वपूर्ण वाक्यों का पता लगाएं आप देखेंगे कि हम महत्वपूर्ण वाक्यों को खोजने के लिए एक एप्रोच कैसे तैयार करते हैं विभिन्न हाइपोथिसिस क्या है जो मैं ले सकता हूं एक बार जब मैंने कंटेंट का चयन कर लिया है मुझे पता है कि ये वाक्य महत्वपूर्ण हैं अगला कार्य क्या होगा आगे मैं उन्हें किसी तरह से आर्डर देने की कोशिश करूंगा तो क्या यह वाक्य पहले जाएगा या इसके बाद जाएगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैं इसे एन्ड यूजर के लिए अधिक रीडएबल या अधिक प्रेजेंटएबल करने योग्य कैसे बनाऊंगा वहाँ मुझे इस बारे में बात करनी होगी कि यह और अधिक कोहेरेंट कैसे हो सकता है फिर मैं उन वाक्यों को सरल बनाना चाहता हूं जो मुझे वास्तविक समरी से मिल रहे हैं यही कारण है कि मैं निरर्थक वाक्यांशों को दूर करना चाहता हूं यह सरलीकरण जैसा है एक बार जब मैंने ऐसा कर लिया है तो मैं यह चाहता हूं कि जो अतिरेक है उसे मैं दूर कर दूं लेकिन जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं लेकिन उनमें से दो वाक्य एक दूसरे के समान हैं इसलिए मैं एक ऐसे वाक्य को निकालना चाहता हूं जो कुछ ऐसे वाक्य के समान है जो पहले से ही मेरे समरी में मौजूद हैं मैं एक ही जानकारी को कई बार नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है जब भी मैं समराइजेशेन की बात करता हूं तों मैं एक प्रतिबंध लगाता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे लंबाई 100 या लंबाई 200 की समरी चाहिए इसलिए मैं एक ही जानकारी को कई बार देकर जगह को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं यह जानकारी में डाइवर्सिटी लाने जैसा है जब हम सबसे बेसिक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो यह केवल पहले भाग की चिंता करेगा जो कि कंटेंट सिलेक्शन है मुझे डॉक्यूमेंट में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य कैसे मिलता है तो आइए देखें कि सबसे सरल एल्गोरिदम क्या है यह 1958 में लुहान द्वारा डिजाइन किया गया था इसे अनसुपरवाईसड कंटेंट सिलेक्शन कहा जाता है कुछ वाक्य हैं जो बहुत ही सूचनात्मक हैं और आप उन वाक्यों का कैसे पता लगाते हैं की यह बहुत सूचनात्मक हैं इसलिए उन वाक्यों को खोजें जिनमें बहुत अधिक सलिएंट या सूचनात्मक शब्द हैं ऐसे वाक्य जो बहुत जानकारीपूर्ण शब्द होते हैं उन्हें चुनते हैं तो सवाल है ऐसा करने के लिए मुझे यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक शब्द के लिए कौन सी जानकारी निहित है और दिए गए वाक्य मैं प्रत्येक शब्द के लिए जानकारी जोड़ सकते हैं इसलिए मैं प्रत्येक शब्द के लिए जानकारी कैसे प्रदान कर सकता हूं तों सरल उपाय क्या हैं एक सरल उपाय यह है कि आप प्रत्येक शब्द के लिए एक tf idf लेते हैं इसलिए डॉक्यूमेंट के वाक्य में प्रत्येक शब्द के लिए आप पाते हैं कि इसका tf idf क्या है हमने पहले से ही चर्चा की है कि हम इसके tf idf की गणना कैसे करते हैं और फिर पूरे वाक्य के लिए औसत tf idf लेते हैं दूसरा तरीका यह होगा कि आप परिभाषित करें कि आपके टोपिकल शब्द क्या हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक शब्द में आपका कंटेंट क्या हैं और फिर ऐसे वाक्य लें जिनमें इन विषयों के अधिक शब्द हों तो आप एक टोपिक सिग्नेचर की तरह कुछ परिभाषित करते हैं और आम तौर पर शब्दों का एक छोटा सेट चुनते हैं जो उस डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और शब्द w का वेट 1 हो सकता है यदि w i उस डोमेन में एक स्पेसिफिक शब्द है अन्यथा यह 0 होगा तो आप पोलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आप जानते हैं कि कुछ शब्द हैं जो पोलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इस डोमेन के लिए टोपिक सिग्नेचर कहा जाता है और जो भी शब्द इस टोपिक सिग्नेचर में है उसको वेट 1 दिया जाता है अन्यथा 0 अब एक बार आपने इन तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रत्येक शब्द के लिए एक वेट निर्धारित किया है तो आप प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द का वेट जोड़कर और वाक्य की लंबाई से विभाजित करके अपने वाक्य का वेट पाते हैं वाक्य में शब्दों की औसत जानकारी क्या है इसलिए आप प्रत्येक शब्द की जानकारी लेते हैं और फिर औसत लेते हैं यह एक बहुत ही सरल मेथड है यह नहीं देखता है कि डॉक्यूमेंट में अन्य वाक्य क्या है यह केवल प्रत्येक शब्द को स्वतंत्र रूप से जानकारी प्रदान करता है और इस मेथड द्वारा महत्वपूर्ण वाक्य लेता है तो यह सरल मेथड है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन जो अधिक प्रिंसिपलd मेथड है और बहुत अधिक सामान्य मेथड है जिसे लेक्सरैंक मेथड कहा जाता है यह समराइजेशेन के लिए एक ग्राफ आधारित मेथड की तरह है तो वह एप्रोच क्या है यह फ्लोचार्ट इस पूरे एप्रोच की व्याख्या करता है आइए हम इसे समझने की कोशिश करें मेरे पास एक इनपुट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें डोक का एक सेट वाक्यों का सेट शामिल है तो आपके पास एक वाक्य है जैसे कि कम्प्यूटेशन इस ए प्रोसेस फोल्लोविंग ए वेल डिफाइंड मॉडल और दूसरे वाक्य ए कम्प्यूटेशन कैन बी सीन एस ए प्योरली फिजिकल फेनोमेना और इसी तरह से आपके पास यहाँ वाक्यों का एक सेट है तो पहली स्टेप क्या है आपको पता चलता है कि यहां अलग अलग वाक्य क्या हैं और उसे tf idf वेट करते हैं तो आप कहते हैं कि वाक्य S1 में 01 के tf idf वेट के साथ कम्प्यूटेशन शब्द है 015 की tf idf के साथ प्रोसेस और इसी तरह वाक्य S2 में 05 के वेट है 01 के सीन वेट है और इसी तरह मैं इसे सभी वाक्यों के लिए करूंगा यह ऐसा है जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को मशीन रीडएबल फॉर्मेट में परिवर्तित कर रहा हूं जहां मेरे पास अलग अलग वाक्य हैं प्रत्येक वाक्य में उनके अलग अलग tf idf वेट के साथ कुछ शब्द होते हैं एक बार मैंने ऐसा कर लिया है तो अगला स्टेप क्या है अब मैं इसे एक ग्राफ के रूप में मानता हूं जहां ये सभी वाक्य ग्राफ में नोड हैं और एजेस निर्भर करता है कि वाक्य की पेयर्स में विभिन्न वाक्यों की कोसाइन समानता क्या है तो अब मैं क्या करूंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट में सभी वाक्यों को लेता हु और मैं एक ग्राफ का निर्माण करूँगा जहाँ ये नोड्स और एजेस हैं जो कि वाक्य S1 और S2 के प्रत्येक पेयर्स के बीच समानता है वे कितने समान हैं तो यह ग्राफ बहुत आसानी से बनाया गया है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य के लिए प्रतिनिधित्व क्या है तो आप दो वाक्यों के बीच समानता प्राप्त करने के लिए कोसाइन समानता ले सकते हैं एक बार जब आपके पास यह ग्राफ हो जाता है तो आप महत्वपूर्ण वाक्यों को प्राप्त करने के लिए एक हाइपोथिसिस का उपयोग करते हैं और यहाँ कौन सी हाइपोथिसिस सबसे महत्वपूर्ण है तो हाइपोथिसिस कहती है कि जब आप डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक न्यूज़ डॉक्यूमेंट या रिसर्च आर्टिकल है और यह थीम के बारे में है तों आपके पास एक थीम है अब जो वाक्य डॉक्यूमेंट के लिए महत्वपूर्ण है उस थीम के बारे में बात करनी चाहिए और क्योंकि यह थीम रिलेवेंट है इसलिए यह वाक्य डॉक्यूमेंट में कई अन्य वाक्यों के समान होना चाहिए यह एक वाक्य है जो कई अन्य वाक्यों के समान है जिसे महत्वपूर्ण या रिलेवेंट वाक्य कहा जाना चाहिए और यह मुख्य हाइपोथिसिस है जिसका उपयोग यहां किया गया है और ये अन्य वाक्य भी रिलेवेंट होने चाहिए इसलिए ऐसे वाक्य जो डॉक्यूमेंट के थीम को व्यक्त करते हैं वह एक दूसरे से ज्यादा समान हैं तो अब यह हमें एक अच्छा इन्टूसन दे सकता है कि हम एल्गोरिथ्म का निर्माण कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट के थीम के बारे में बात कर रहे वाक्य एक दूसरे के समान हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है या एक वाक्य महत्वपूर्ण है यदि कई अन्य महत्वपूर्ण वाक्य इसके समान हैं तो यह कई अन्य महत्वपूर्ण वाक्यों के समान है और यदि आप इस हाइपोथिसिस के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं जो पेज रैंक एल्गोरिथ्म के मामले में बहुत करीब है तो पेज रैंक में हम कहते हैं कि एक वेब पेज महत्वपूर्ण है अगर कई महत्वपूर्ण वेब पेज उससे जुड़े हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि एक वाक्य महत्वपूर्ण है यदि कई महत्वपूर्ण वाक्य उसी के समान हैं इसका मतलब है समानता हमें कुछ हद तक आने वाले एजेस से जोड़नी है और इसलिए हम इसे सीधे किसी पेज रैंक एल्गोरिदम में बदल देते हैं हम वहां क्या करते हैं इसलिए हम वाक्यों के रूप में एक डॉक्यूमेंट ग्राफ का निर्माण करते हैं मुझे पता है कि कितने वाक्य हैं जिनका निर्माण मैं करता हूँ तब मैं वाक्यों के बीच समानता की गणना करता हूं और किसी प्रकार की मैट्रिक्स का निर्माण करता हूं तो मैं S1 और S2 S3 और S4 के बीच कोसाइन समानता की गणना करता हूं और फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्मेट है सभी n क्रॉस n पेयर्स है यदि मेरे दस्तावेज़ में n वाक्य हैं तो मेरे पास एक साइज़ n क्रॉस n है जो स्टोर करता है कि प्रत्येक दो वाक्य समान कैसे हैं एक बार मैंने इस मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया है तो मैं प्रत्येक नोड के लिए इन्फोरमेटिव स्कोर की गणना करने के लिए एक पेज रैंक एल्गोरिथ्म लागू करना चाहता हूं इसलिए मैं वाक्य में सेंट्रलइटी वेक्टर I की गणना करना चाहता हूं और I के पास नोड्स की संख्या के रूप में कई एलिमेंट्स हैं इसलिए I के पास प्रत्येक नोड के लिए एक स्कोर होगा और जिस नोड को उच्चतम इन्फोरमेटिव स्कोर प्राप्त होगा जिसकी उच्चतम रैंक होगी या वह जिसे पहले चुना गया है तो इस बात पर चर्चा करें कि इस एप्रोच का उपयोग करने के लिए तर्कसंगत क्या है और आप वास्तव में इस एल्गोरिदम को कैसे लागू करते हैं तो आप यहां क्या कर रहे हो आप यहाँ मैट्रिक्स A का निर्माण कर रहे हैं इसी तरह के दो वाक्य i j है इसलिए एलिमेंट i j मुझे बताएगा कि कैसे समान दो वाक्य i j हैं यह एक इनिशियल मैट्रिक्स है अब आप पेज रैंक अल्गोरिथम लागू करने में सक्षम हैं हमें इसे एक रो स्टोचस्टिक मैट्रिक्स में बदलने की आवश्यकता है तो एक रो स्टोचस्टिक मैट्रिक्स में इसे परिवर्तित करें रो स्टॉचस्टिक मैट्रिक्स से मेरा क्या मतलब है यह है कि एक व्यक्तिगत रो में सभी एलिमेंट में 1 जोड़ते हैं और आप ऐसा कैसे करते हैं आप सभी एलिमेंट को लेंगे फिर उनका सम प्राप्त करे और इन सभी एलिमेंट पर योग द्वारा विभाजित करें और यह सुनिश्चित करे कि सभी एलिमेंट 1 तक जुड़ते हैं इसलिए इन सभी एलिमेंट्स का योग 1 तक बढ़ जाएगा अब यह कैसे मदद करता है हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसके लिए इंटेंशन क्या है और इसे यहां M टिल्ड कहा जाता है यह मेरा M टिल्ड है जो रो स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है अब इसमें 1 जोड़ने का इंटेंशन क्या है 1 जोड़ने से मुझे कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी का एहसास होता है तो हम इंटीजर्स प्रोबेबिलिटीस को कैसे देख सकते हैं तों M टिल्ड i j वह प्रोबेबिलिटी होगी जिसके साथ आप नोड i से नोड j तक जा रहे हैं तो मान लें कि एक ग्राफ नोड i हैं और अन्य सभी नोड्स नोड 1 नोड 2 नोड j और नोड n तक हैं तो आप इस ग्राफ पर एक रैंडम वॉक कर रहे हैं किसी समय आप नोड i पर हैं और नोड i से आप इन सभी नोड्स पर जा सकते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ आप विभिन्न नोड्स पर जा सकते हैं जो M टिल्ड i 1 M टिल्ड i 2 M टिल्ड i j यहाँ M टिल्ड की कुछ संभावना हो सकती है कुछ प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ आप विभिन्न नोड्स पर जा सकते हैं और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और आप कुछ नोड का सैंपल लेंगे और आप उस पर जाएंगे और मान लें कि आप नोड j पर जाते हैं फिर आप वहां से शुरू करते हैं तो यह एक रैंडम वॉक है जो आप करते हैं और जब आप इस रैंडम वॉक को करते हैं तो यह v की तरह कुछ v M टिल्ड के समान होता है इसलिए v वास्तविक पेज रैंक वेक्टर है जो आप वहां से प्राप्त कर रहे हैं तो पेज रैंक में क्या महत्वपूर्ण है एक नोड एक वेबपेज महत्वपूर्ण है यदि कई महत्वपूर्ण वेब पेज उससे लिंक करते हैं तो मेरे पास एक नोड i है यदि यह कई अन्य महत्वपूर्ण पेजेस से लिंक प्राप्त कर रहा है तो यह महत्वपूर्ण है तो यह महत्वपूर्ण है यह महत्वपूर्ण है यह महत्वपूर्ण है और यह इन पेजस में से कई से इनलिंक हो रहा है और वे कैसे कोरिलेट हैं क्योंकि आप कई महत्वपूर्ण पेजस से इनलिंक कर रहे हैं इसका क्या मतलब है तो इस रैंडम वॉक और पेज रैंक वैल्यू के बीच का अनुवाद हाई पेज रैंक वैल्यू है जो बताता है कि यदि आप पर्याप्त समय के लिए रैंडम वॉक करते हैं तों आप समय के एक बड़े अंश के लिए उस नोड पर बने रहेंगे तो मान लीजिए कि इस नोड की पेज संख्या इससे अधिक है इसका मतलब है आप बड़ी संख्या में समय के लिए यह नोड करते हैं तों आप इस नोड की तुलना में अधिक समय तक इस नोड पर बने रहेंगे तो अब अगर यह नोड इस नोड से जुड़ रहा है बहुत बार कई बार इसका क्या मतलब होता है क्योंकि आप इस नोड पर अधिक समय तक रहेंगे और यहां से आपको इस नोड तक पहुंचने की अच्छी संभावना है तो आप इस नोड पर अधिक समय तक रहेंगे और यदि आपके पास कई महत्वपूर्ण नोड्स हैं इसका मतलब है इस बात की अधिक प्रोबेबिलिटी है कि आप इस नोड पर अधिक समय तक रहेंगे यदि एक नोड को कई महत्वपूर्ण नोड्स से आने वाले एजेस मिलते हैं तो इसकी एक उच्च पेज रैंक होती है और इसे सरल समीकरण द्वारा तैयार किया जाता है इसलिए अगर मैं इसे एक समीकरण के रूप में लिखना चाहता हूं मैं कहूंगा कि इस नोड i का महत्व होगा यदि मैं क्रौडली लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि सभी अन्य नोड्स j के महत्व के प्रोपोरशनल होंगे जो इसे लिंक कर रहे हैं और जिस तरह से वे लिंक कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी टाइम्स M टिल्ड j i है तो i j टाइम्स M टिल्ड j i और मैं सभी j पर योग करूँगा और आप देखेंगे कि यह वास्तव में इस फार्मूला में ले जाएगा जहा v बराबर v M टिल्ड है और यह मेरा पेज रैंक अल्गोरिथम है एक नोड का महत्व है अन्य सभी नोड्स का महत्व जो आने वाले लिंक समय को उस नोड से इस नोड तक जाने की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं यह आने वाली लिंकेज कितनी ज्यादा है तो आप इटरेटीवली इन i की गणना करते हैं इन सभी i वैल्यूज मैं और इन इटरेटीवली की गणना के लिए एक बहुत ही सरल सूत्र है और वह क्या है तो हम जानते हैं कि समीकरण v यहाँ v M टिल्ड के बराबर है तो आप कैसे गणना करते हैं आप कुछ इनिशियल v 0 से शुरू करते हैं और m टिल्ड के साथ गुणा करते रहते हैं तो v 0 M टिल्ड आपका v1 है तो आपको v 1 m टिल्ड मिला है इसलिए यह v नोट M टिल्ड स्क्वायर की तरह होगा फिर आपको यह v2 मिल गया तो आप v2 के लिए जायेंगे M टिल्ड इसी तरह अब क्या होगा यह मेरा समीकरण है यह किसी ऐसे समय में परिवर्तित हो जाएगा जहां v t माइनस 1 M टिल्ड यहाँ v t माइनस 1 के बराबर होता है इसका मतलब है अब v t और v t माइनस 1 लगभग समान हैं और यह आपका वास्तविक समीकरण है तो यह कुछ समय में परिवर्तित हो जाएगा इसलिए आप किसी समय पर M टिल्ड द्वारा गुणा करते रहें और हर समय आप अंतर को ढूंढते रहें v t माइनस 1 v t अंतर का पता लगाना है किसी समय यह इस थ्रेशोल्ड से नीचे होगा उस समय आप रुक जाएंगे और इस बिंदु पर आपको जो भी v t माइनस 1 या v t मिलेगा यह आपकी पेज रैंक बन जाती है और इसी तरह आप अपने पेज रैंक की गणना करते हैं तो अब हमने देखा कि पेज रैंक का उपयोग करने का औचित्य क्या है और हम पेज रैंक की गणना कैसे करते हैं लेकिन अब अगर आप वास्तविक फॉर्मूला पर जाएं तों हम जो कह रहे थे उससे थोड़ा अधिक जटिल लग रहा है अब यह समान है i j यहाँ i k टाइम्स M टिल्ड k j k के महत्व और k से j पर i k पर जाने के योग के बराबर है लेकिन आप कुछ ऐसा देखते हैं जैसे mu और 1 minus mu को S से विभाजित किया जाता है यहाँ देखे कि यह mu और S क्या है S यहाँ वाक्यों की संख्या है और mu एक छोटे से टेलीपोर्ट प्रोबेबिलिटी की तरह कुछ है आपके पूरे ग्राफ में मान लीजिए एक नोड i है जिसमें कुछ इनकमिंग एजेस हैं लेकिन यहां से कोई आउटगोइंग एज नहीं है तो जब आप एक रैंडम वाक कर रहे हैं एक बार जब आप नोड i मैं आते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते आप ग्राफ़ में किसी अन्य नोड पर नहीं जा सकते हैं और आपका रैंडम वॉक अटक गया है और यह स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी और उस सभी को परिभाषित करने में समस्या पैदा करता है तो यही कारण है कि आप प्रत्येक नोड से कहते हैं कि मैं सभी नोड्स के लिए एक छोटी प्रोबेबिलिटी प्रदान करूंगा तो यह प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है लेकिन 1 माइनस mu है हम समान रूप से S द्वारा विभाजित सभी S नोड्स के बीच वितरित करते हैं इसलिए एक प्रोबेबिलिटी है कि सभी नोड्स में जाने वाले S द्वारा विभाजित 1 माइनस mu है वे हमेशा सेल्फ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस mu द्वारा विभाजित S होगी और सभी प्रोबेबिलिटीस को संतुलित करने के लिए है आप कई बार mu और वास्तविक प्रोबेबिलिटी M टिल्ड i j लेते है मान लीजिए कि यह M टिल्ड i j था अब इसमें प्रोबेबिलिटी 1 माइनस mu डिवाइड बाय S प्लस mu M टिल्ड i j बन जाता है और आप देखेंगे कि अब प्रोबेबिलिटी 1 से जुड़ जाएगी और केवल वही चीज है जो आप यहां देख रहे हैं इसलिए i j इस mu टाइम्स प्लस 1 माइनस mu डिवाइड बाय लेंथ है अब यदि आप सामान्य रूप से mu की वैल्यू लेते हैं तों आप यहां इसको लगभग 085 लेते है जो एक सामान्य मूल्य है इसलिए यदि हम mu को 085 के बराबर लेते हैं और इस अल्गोरिथम को चलाने का प्रयास करते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस एल्गोरिथम को चलाने का प्रयास करें आप पाएंगे कि ये पेज रैंक वैल्यूज हैं जो आपको इन पांच वाक्यों के लिए मिलेंगे अब आप यहाँ से एक वाक्य कैसे चुनेंगे आप सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को ही लेंगे तो हम पहले वाक्य S4 को लेंगे फिर यदि आप एक लंबा समरी चाहते हैं तो आप S 1 को और अधिक के लिए S 3 को लेंगे इससे अधिक यहाँ समरी नहीं होगी इसलिए यदि आवश्यक हुआ तो हम S 4 को S 1 और S 3 को लेंगे तों हम यहाँ इस तरह से एक समरी बनाएंगे यह कंटेंट सेलेक्शन का पहला पार्ट है हम डॉक्यूमेंट से महत्वपूर्ण वाक्य का चयन कैसे करते हैं अब यहां एक समस्या यह होगी कि मान लीजिए कि मैं S 4 वाक्य का चयन करता हूं लेकिन S 1 इसी के समान है लेकिन यह इस एप्रोच के अनुसार अप्रासंगिक कैसे हो सकता है इसलिए मैं एक वाक्य को कुछ कम वेट देना चाहता हूं अगर यह समरी में कुछ पहले से मौजूद वाक्य के समान है और यही कारण है कि मैं कुछ प्रकार की डाइवर्सिटी कर सकता हूं और मैं बताऊंगा कि हम डाइवर्सिटी के लिए किस एप्रोच का उपयोग करेंगे और इसे मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवंस कहा जाता है तो समरी में पहले से ही कुछ दिया गया है नए वाक्य द्वारा आप कितनी अधिक रेलेवंस ला रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण वाक्यों की चयनित सूची से कंटेंट सिलेक्शन के लिए एक इटरेटिव मेथड की तरह है समरी में सम्मिलित करने के लिए आप इसे सबसे अच्छा वाक्य चुनते हैं जो अब तक के समरी के साथ न्यूनतम रिडनडेंट है तो वाक्य की सूचनात्मकता डॉक्यूमेंट में सभी वाक्यों में से होगी और तों इनफॉरमेटिवनेस सेंटेंस माइनस लेम्डा टाइम्स सिमिलरिटी ऑफ़ द सेंटेंस समरी के साथ जो भी सबसे अधिक सूचना देता है उसके साथ समरी में शामिल है तो विचार क्या है तो मान लीजिए कि आपके पास इनफॉरमेटिवनेस 03 022 02 018 के साथ वाक्य हैं और 01 की पांच अलग अलग वाक्यों की इनफॉरमेटिवनेस हैं तो आपने अपने समरी के लिए यह वाक्य लिया समरी में यह वाक्य शामिल है अब रेलेवंस के अनुसार आप वाक्य S 2 लेंगे लेकिन यह एप्रोच क्या कहता है अब आप फिर से उन्हें रीरैंक करेंगे क्या क्राइटेरिया है यह इनफॉरमेटिव स्कोर ऑफ़ सेंटेंस S माइनस लेम्डा टाइम्स सिमिलरिटी ऑफ़ S विथ समरी होगा तो इस वाक्य के साथ इस वाक्य की 022 माइनस लेम्डा टाइम्स सिमिलरिटी होगी मान लीजिए कि यह लेम्डा टाइम्स सिमिलरिटी के रूप में सामने आता है तो यह पूरी चीज 005 हो जाती है इसलिए यह 017 हो जाती है आप ऐसा करेंगे कि सभी वाक्यों के लिए मान लें कि यह 017 है यह 018 है यह 015 है यह 008 है तो फिर आप उन्हें फिर से सॉर्ट करेंगे और MMR के अनुसार सबसे अधिक वैल्यू लेंगे और यह आपके समरी में जाता है अब आपके समरी में दो वाक्य हैं फिर आप इस गणना के लिए इनफॉरमेटिवनेस माइनस लैम्ब्डा टाइम्स को वाक्य की समानता के रूप में करेंगे जो आपके समरी में सभी वाक्यों के साथ है आप इसे फिर से रैंक करेंगे और आप MMR के अनुसार सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को लेने का प्रयास करेंगे और आप इसे तब तक करेंगे जब तक आपको अपने समरी की वांछित लंबाई नहीं मिल जाती और यह रिडनड़ेंसी लेने का विचार है तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे मदद कर रहे हैं इसलिए शुरू में मैंने इस वाक्य के बाद इस वाक्य को लिया होगा लेकिन यह वाक्य इस वाक्य के समान है इसलिए इस एप्रोच ने मुझे एक और वाक्य चुनने में मदद की जो मूल वाक्य के इतना करीब नहीं है इसलिए आपको डाइवर्सिटी भी मिल रही है इसलिए यह समराइजेशेन करने के लिए एक एप्रोच था अगले लेक्चर में हम समराइजेशेन के लिए एक और एप्रोच के बारे में बात करेंगे जो किसी प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन पर आधारित है तो बाद में मिलते हैं